आज मैं आपके लिए ध्रुवणमापी के प्रयोग का प्रदर्शन करूँगा आप कह सकते हैं कि इस प्रयोग का उद्देश्य है किसी ध्रुवण घूर्णक का विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करना व दिये गए घोल की सांद्रता ज्ञात करना अर्थात न सिर्फ हम ध्रुवण घूर्णक का विशिष्ट घूर्णन माप सकते है अपितु दिये गए घोल जो ध्रुवक घूर्णक है उसकी अज्ञात सान्द्रता भी ज्ञात कर सकते हैं इस प्रयोग का सिधान्त काफी सरल है यदि हमे विशिष्ट घूर्णन कि परिभाषा ज्ञात है हम इसके लिए कार्यकारी सूत्र का प्रतिपादन कर सकते हैं किसी भी ध्रुवक घूर्णक घोल के लिए विशिष्ट घूर्णन उस घूर्णन कोण के बराबर होता है जो उस द्रव के 1ग्रामघनसेंटीमीटर विलयन के 1डेसीमिटर या 10 सेंटीमीटर लम्बाई द्वारा उत्पन्न होता है किसी दिये गए तापमान और प्रकाश के तरंगदैध्र्र्य पर तो इस परिभाषा के अनुसार से S बराबर होगा समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण कोण के जब इसे विलयन के किसी लम्बाई से गुजारे यदि ये दूरी l सेंटिमेटर हो तो प्रति डेसीमीटर के लिए मुझे इसे 10 से भाग देना होगा फिर प्रति एकांक सान्द्रता ठीक यहाँ 1ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कुछ और नहीं किंतु सान्द्रता C है इसलिए S बराबर 10 थीटा बटे l गुना C ये LCअल्पमतनांक नहीं l द्रव के नली की लम्बाई है सेंटीमीटर में और C है विलयन की सान्द्रता और विलयन की सान्द्रता होगी m बटे V जहाँ m विलेय का द्रव्यमान है अच्छा यहाँ हम शर्करा लेंगे और V है विलयन का आयतन जिसका कुछ मान लेंगे सामान्यतः ये हम 100 cc लेते हैं इसलिए 20 प्रतिशत सान्द्रता के लिए m होगा 20ग्राम भिन्न सान्द्रता के विलयन के लिए हम समतल ध्रुवित प्रकाश में उत्पन्न घूर्णन को माप सकते है अर्थात सान्द्रता और घूर्णन कोण थीटा के बीच यदि एक वक्र भी खींच सकते हैं इनके बीच हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी अब इस वक्र के ढाल से हमें कुछ और नहीं अपितु थीटा बटे C का मान प्राप्त हो जाएगा जो फिर l गुना S बटे 10 के बराबर होगा तो इस वक्र का हम ढाल निकालेंगे फिर S बराबर होगा ढाल गुना 10 बटे l होगा ठीक ध्यान रहे l विलयन के कॉलम की लम्बाई सेंटीमीटर में है तब हम S की गणना कर सकते हैं उसी विलेय के अज्ञात सान्द्रता के लिए आप के लिए हम इस प्रयोग को कर सकते हैं हम यहाँ शर्करा विलयन लेंगे और उसके अज्ञात सान्द्रता को इस प्रयोग से मापेंगे हम इस विलयन को इस ज्ञात लम्बाई के ट्यूब में डालेंगे अब बाकी सारी स्थितियों को समान रख कर कोण थीटा मापेंगे इन थीटा के मानों को अब हम ग्राफ़ में दर्शायेंगे थीटा का मान ज्ञात हो जाए तो इस ग्राफ़ से ही हम C का मान प्राप्त कर सकते हैं या फिर ग्राफ़ से ढाल की गणना कर विशिष्ट घूर्णन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं तो इस प्रयोग और विशिष्ट घूर्णन के मान से भी आप दिये गए अज्ञात सान्द्रता वाले विलयन की सान्द्रता ज्ञात कर सकते हैं ये तो था प्रयोग का सैधान्तिक परिपेक्ष्य अब हम ध्रुवणमापी का इस्तेमाल करेंगे ये उसी प्रकार का ध्रुवणमापी है जैसा लॉंरेण्ट ने उपयोग किया थास्लाइड देखें समय 0722 लॉंरेण्ट ध्रुवणमापी के क्या क्या अंग और हिस्से हैं लॉंरेण्ट ध्रुवणमापी के क्या क्या अंग हैं ध्रुवणमापी में एक समांतरित्र है अर्थात एक स्लिट स्रोत और लेंस है वो कुछ नहीं अपितु एक निकोल प्रिस्म है निकोल प्रिस्म क्या है मैनें पहले इसकी चर्चा की है ये हमे समतल ध्रुवित प्रकाश देने का काम करता है यदि इस पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो तो यहाँ हम सोडियम प्रकाश लेंगे जो लगभग एकवर्णी है और जब यह निकोल प्रिस्म से होकर गुजरेगी ये समतल ध्रुवित हो जाएगी अर्थात प्रकाश का विधयुत घटक किसी एक दिशा में होगा उसके बाद ये के अर्ध आवरण से हो कर गुजरेगा अच्छा तो यह लॉंरेण्ट का अर्ध आवरण युक्ति क्या है मै समझाऊंगा तो जब ये प्रकाश जो ध्रुवित है वो अब इस ट्यूब के विलयन से होकर गुजारेगा उसका विद्युत घटक अपनी स्थिति से कुछ कोण से घूम जाएगा क्योकि इस विलयन में ध्रुवक घूर्णक विलेय है या इसे ऐसे कहें कि इस विलयन से गुजरने के पश्चात प्रकाश का ध्रुवण तल थीटा कोण से घूम जाता है अब इस थीटा कोण से घूर्णित प्रकाश को दूसरे निकोल प्रिस्म से गुजारेंगे जिसे यहाँ विश्लेषक की भाँति प्रयोग किया गया है प्रकाश इस विश्लेषक से हो कर जाएगी यदि शुरुवात में ध्रुवक निकोल प्रिस्म और विश्लेषक निकोल प्रिस्म के प्रकाशीय अक्ष समानांतर रखे गए थे और तब क्या होगा यदि कोई घर्णन नहीं है तो हमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिक मिल सकती है अब यदि पहले चरण में हम इस विश्लेषक को 90 डिग्री से घुमा दें यदि ध्रुवण तल में कोई घूर्णन नहीं तो हमें कोई भी प्रकाश प्राप्त नहीं होना चाहिए मगर यदि वास्तविक ध्रुवण की दिशा में किसी प्रकार का भी घूर्णन है आपको पूर्णतः अंधकार नहीं मिलेगा अपितु कुछ प्रकाश ज़रूर उपस्थित होगा और इसे पूर्णतः अंधकार करने के लिए आपको विश्लेषक को कुछ कोण से और घुमाना होगा तो दृष्टि क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता को शून्य करने के लिए जीतने कोण से घूमाना पड़ा वही समतल ध्रुवित प्रकाश में उत्पन्न ध्रुवण घूर्णन के माप के बराबर होगा अब प्रश्न ये है की यदि हम इस ध्रुवक और विश्लेषक की सहायता से ही इस प्रयोग को कर सकते हैं तो हमने इस लौरेण्ट अर्ध आवरण युक्ति का प्रयोग क्यो किया जी बेशक इसके बिना भी हम इस प्रयोग को कर सकते हैं मगर लौरेण्ट अर्ध आवरण युक्ति से इसका संसूचन ज्यादा संवेदनशील हो जाता है चूंकि हमे प्रकाश के ध्रुवण तल में आये परिवर्तन को अध्ययन करना है जो ट्यूब में भरे विलयन से गुजरने के कारण आया है पूरी तरह शून्य तीव्रता की स्थिति को शिनाख्त करना कुछ कठीन हो जाता है यदि आप लौरेण्ट अर्ध आवरण युक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो उत्पन्न परिवर्तन को काफी सरलता से पहचान कर सकते हैं प्रकाश की तीव्रता को आसानी से जाँच कर सकते हैं काफी सहज है इसलिए हम इसे संवेदनशील कहते हैं और ये लौरेण्ट ने बनाया था अतः इसे लौरेंट्स अर्ध आवरण युक्ति कहा जाता है अब ये लौरेण्ट अर्ध आवरण है क्या लौरेण्ट अर्ध आवरण एक अर्ध गोलाकार क्वार्ट्ज़ या कैल्साइट से बनी पट्टी है हम जानते है कि ये एक एक अक्षीय क्रिस्टल हैं जिसमें एक प्रकाशीय अक्ष होता है और इसका कट ऐसा हो की प्रकाशीय अक्ष इसके पृष्ठ के समानांतर हो जबकि प्लेट का आधा हिस्सा प्लेन काँच से बना होता है जो सामान्यतः प्रकाश में किसी प्रकार का ध्रुवण उत्पन्न नहीं करता अब यदि आप इस अर्ध आवरण का इस्तेमाल करते हैं यहाँ ये क्वार्ट्ज़ की मोटाई इतनी है कि प्रथम तो इसका प्रकाशीय अक्ष इसकी पृष्ठ के समानांतर रहे ये और दूसरा इतना हो कि ये अर्ध तरंग प्लेट हो अर्थात जब O किरण और E किरण इससे गुजरे उनमें ƛ2 का मार्ग अन्तर या 𝞹 कलान्तर उत्पन्न करेगी जैसा मैने पहले वर्णन किया था और भी दूसरे प्लेट्स जैसे चतुर्थांश तरंग पट्टिका साधारण और असाधारण तरंगों के बीच ƛ 4 का मार्ग अंतर या 𝞹2 कलान्तर उत्पन्न करती है और एक पूर्ण तरंग पट्टिका पूरे ƛ मार्ग अंतर उत्पन्न करेगी तो जब इस ध्रुवक से समतल ध्रुवित प्रकाश उसका ध्रुवित E घटक जब इस लौरेंट अर्ध आवरण पर आपतित होगा ये काँच के प्लेट और क्वार्ट्ज़ दोनों से ही गुजारेगी इस पट्टिका से गुजरते वक्त काँच के प्लेट से गुजरने वाले E घटक में कोई परिवर्तन नहीं होगा जबकि उसकी तीव्रता भी समान ही रहेगी लेकिन इस हिस्से क्वार्ट्ज़ प्लेट से गुजरने वाले E घटक का प्रकाशीय अक्ष घूर्णित हो जाएगा इस प्रकार जब समतल ध्रुवित प्रकाश क्वार्ट्ज़ पर आपतित होगी तो यह दो किरणों O किरण और E किरण में विभाजित हो जाएगी जैसा कि तुम्हें पता है O किरण और E किरण इनमें से एक सिग्मा ध्रुवित और दूसरा पाई ध्रुवित होते हैं अर्थात प्रकाश दो परस्पर लम्बवत घटकों में विभाजित हो जाएगी E घटक इस दिशा में इसलिए ये प्रकाशीय अक्ष के लम्बवत होगी माफ कीजिये ये E किरण नहीं O किरण होगी और दूसरा घटक ये रहा तो जब ये प्रकाश क्वार्ट्ज़ वाले हिस्से से गुजरेगा ये दो भाग में बट जाएगी E किरण और O किरण में E किरण प्रकाशीय अक्ष के समानांतर होगा तो इस स्थिति में इस पट्टिका से पार होने के बाद क्या होगा E किरण और O किरण में 𝞹 कलांतर उत्पन्न हो जाएगा अर्थात एक के सापेक्ष दूसरे में 𝞹 का कलांतर होगा इसकी दिशा दूसरे के विपरीत होगी जैसा कि ये बिंदु रेखा से दर्शाया है पट्टिका से निकले पर इनकी दिशा बदल जाएगी अब एक घटक E किरण है और दूसरा यह तो बाहर आने वाला परिणामी किरण कुछ और होगा जबकि कांच वाले हिस्से से आने वाले प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कांच के हिस्से में E घटक इस दिशा में होगी और क्वार्ट्ज वाले हिस्से से निकलने वाले के E घटक की दिशा ये होगी अर्थात वास्तविक दिशा के लंबवत ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो यदि ये थीटा कोण बनाती है तो प्रकाशीय अक्ष से भी थीटा कोण बनाएगी तो लॉरेंट अर्ध आवरण से निकलने पर प्रकाश की यह स्थिति है अब देखे इस विलयन से भरे ट्यूब से गुजरने पर क्या होगा पहले सादे पानी से भरा ट्यूब लेंगे ध्रुवक घूर्णक विलेय न हो जब इससे यह प्रकाश गुजरेगा क्या होगा प्रकाश के ध्रुवण को या उसके E घटक में कोई घूर्णन नही होगा जब यह विश्लेषक तक पहुँचेगा अब ये विश्लेषक वाला भाग है हम क्या करेंगे तो जब यह इस निकोल प्रिज्म या इस विश्लेषक पर आपतित होगा हमे क्या मिलेगा यदि मान लें कि इसके प्रकाशीय अक्ष की वास्तविक दिशा यह थी प्रकाशीय अक्ष की इस दिशा के लिए अर्थात इस दिशा में किरणों के E घटक जो काँच के हिस्से से गुजरेगा वह होगा ECos थीटा और दूसरा भाग जो क्वार्ट्ज से होकर गुजरेगा उसका भी इस दिशा में घटक होगा ECos थीटा तो जब मैं इसे दूरदर्शी से देखूँगा मुझे इस अर्ध आवरण का प्रतिबम्ब मिलेगा इस अर्द्ध आवरण के दोनों हिस्सों से बराबर तीव्रता के प्रकाश बाहर आ रहे हैं अब यदि मैं विश्लेषक को घुमाऊ ये उतने वैसे ही रहते हैं हर स्थिति में देखिए मैं अभी इस स्थिति में बराबर तीव्रता मिलती है और यहाँ भी उतनी ही क्यो है बराबर तीव्रता क्योंकि इनके घटकों के लिए कोण का मान समान है अब जब मैं इस स्थिति से घुमाता हूँ अब देखिए इस हिस्से की तीव्रता दूसरे हिस्से की तीव्रता के बराबर नहीं है आप को इन दोनों की तीव्रता में फर्क दिखेगा जब मैं इस स्थिति में आऊँगा क्या होगा क्वार्ट्ज़ वाले हिस्से में प्रकाशीय अक्ष इस विद्युत सदिश के समानांतर होगा अर्थात इस भाग में पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश यहाँ से निर्गत हो जाएगी जबकि इस दूसरे हिस्से में E घटक प्रकाशीय अक्ष के लम्बवत होगा और विश्लेषक से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा अर्थात ये काँच का आधा हिस्सा काला दिखता है और क्वार्ट्ज़ वाला भाग चमकदार दिखता है अब यदि मैं घुमाना जारी रखता हूँ तो इस दूसरी स्थिति में ये हिस्सा उजला और यह काला मिलता है मुझे प्रकाशीय अक्ष की दिशा में यह मिलेगा यहाँ भी E घटक का मान दोनों हिस्सों में समान ही मिलेगा दोनों हिस्सों के लिए ये ECos𝜃 होगा या इस स्थिति में यह ESin𝜃 होगा तो ये जो मैने ECos𝜃 लिखा है वो असल में ESin𝜃 होगा इसका तात्पर्य है कि खास बात यह है की इस स्थिति में दोनों बराबर हैं दोनों भाग के घटक बराबर हैं यदि में घुमना जारी रखता हूँ प्रकाश कि तीव्रता भी बदलेगी और एक सी नहीं रहेगी तो यदि मैं इसे 90 डिग्री से घूमता हूँ मुझे फिर वह बराबर आधा हिस्सा काला व आधा दीप्त मिल जाता है एक हिस्सा काला और दूसरा दीप्त लेकिन इनकी स्थिति ठीक विपरीत होगी क्योंकि अब E घटक जो काँच से सरलता से पार कर लेगी मगर क्वार्ट्ज़ से गुजरते वक्त प्रकाशीय अक्ष के लम्बवत होगी और वो इससे गुज़र नहीं पाएगी अतः यह अदीप्त होगी तो एक घूर्णन अर्थात 180 डिग्री के घुमाव पर पहले पूरा दृष्टि क्षेत्र समान तीव्रता फिर दीप्त अदीप्त फिर समान ये निरंतर जारी रहेगा इस स्थिति में मुझे समान तीव्रता पूरे क्षेत्र में मिलेगी और जब हम विश्लेषक को घुमाते चलते है और जब 180 डिग्री पर फिर यही स्थिति होगी इस बीच हमें दीप्त अदीप्त बराबर वाली स्थिति भी मिलेगी मैं एक बार आपको कर के दिखाता हूँ मैं वापस आता हूँ इसे 360 डिग्री घुमा कर अर्थात अब ये शून्य पर है एक पूरे घूर्णन में 4 बार मुझे समान दीप्त एक ये है फिर दूसरा ये रहा तीसरा ये और फिर ये चौथा इसी प्रकार दीप्त अदीप्त कि स्थिति भी हमे 4 बार मिलेगा मैं आपको ये प्रदर्शित करूँगा कि ये अर्ध आवरण क्या करता है जो मैने अभी आपको समझाया यहाँ हम समान तीव्रता की स्थिति को नोट करेंगे दोनों हिस्से बराबर दीप्त हों यदि हम इसे मानक मान लें तो हम क्या करेंगे हम हमेशा ऐसा करेंगे 360 डिग्री घुमा कर 4 प्रेक्षण लेंगे जहाँ पर समान रूप से दीप्त मिले अब हम ट्यूब में विलयन भरेंगे सबसे अधिक सान्द्रता वाला और इस प्रेक्षण को दोहराएँगे क्योंकि अब ये कुछ घूर्णित हुआ होगा इससे विद्युत घटक कुछ घूर्णित होगा अब दोनों हिस्से में एकसमान दीप्त स्थिति के लिए विश्लेषक को कुछ कोण से घूमना होगा स्लाइड देखें 2732 इस तरह हम भिन्न सान्द्रता के सापेक्ष घूर्णन कोण माप पायेंगे इसे अलग अलग 4 5 सान्द्रताओं के लिए करेंगे ये ही प्रयोग है जो हमे करना है भिन्न सान्द्रताओं के विलयन तैयार करने की एक प्रक्रिया है जो हम अपनाते हैं जैसा की मैंने कहाप्रारंभ में अधिकतम सान्द्रता वाले विलयन तैयार करेंगे फिर हम 20 15 10 इत्यादि के तैयार करेंगे देखें स्लाइड समय 2806 अब इस मौलिक विलयन से कुछ तनु विलयन बनाएँगे ये इसके लिए गणना है यदि C1 विलयन की प्रारंभिक सान्द्रता है और हम इसे C2 करना चाहते हैं जहाँ C1 C2 से बड़ा है तो मै C1 सान्द्रता का x ml विलयन लूँगा और कितना डिस्टिलड जल का आयतन मिलाऊ की यह C2 हो जाए इसे ही मैने विस्तार से यहाँ लिखा है ये हो जाएगा C1 ऋण C2 बटे C2 गुना x इस सूत्र के इस्तेमाल से हम भिन्न सान्द्रता के विलयन बना सकते हैं C1 से C2 फिर C2 से C3 जहाँ C3 C2 से कम है इस तरह हम कम और कम सान्द्रता के विलयन तैयार करते हैं प्रत्येक विलयन के लिए हम प्रयोग को दोहराएँगे और अंत में आप किसी भी आयतन के जल में कुछ मात्र में शर्करा घोल कर एक अज्ञात सान्द्रता का विलयन तैयार कर लें और इसके लिए प्रयोग कर प्रेक्षण ले लेंगे आपको इसके लिए घूर्णन कोण मापना होगा और उससे आप ग्राफ़ की मदद से सान्द्रता निकाल सकते है और विशिष्ट घूर्णन के प्रायोगिक मान की भी गणना कर सकते हैं यहाँ हम प्रायोगिक आकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए ये सारिणी देखे ध्रुवणमापी ट्यूब की लम्बाई दी गई है आप स्केल से माप सकते हैं उसे लिख लें तरंगदैध्र्र्य जो भी आपने इस्तेमाल किया है वो नोट करें हमने सोडियम प्रकाश का उपयोग किया है तो 5893 Ao कमरे का तापमान नोट करें क्योंकि हम मानते हैं की विलयन का ताप कमरे के ताप के बराबर है यदि आपने उसे गरम या ठंडा ना किया हो और ध्रुवणमापी का भी वर्नियर नियतांक भी लिख लें इसमें एक सर्कुलर स्केल और एक वर्नियर स्केल है ठीक वर्नियर नियतांक आपको लिख कर रखना है ध्रुवण तल के घूर्णन के लिए सारिणी में पहले डिस्टिल्लड जल के लिए ध्रुवणमापी का पाढ़यांक लेंगे कुछ ध्रुवणमापी में 2 वर्नियर होते है और कुछ में 1 तो जैसा मैने कह था 4 पाठ्यांक लेंगे जहाँ पर एकसमान दीप्त तीव्रता होगी आप इनमें से सिर्फ दो का भी प्रेक्षण ले सकते हैं मैं यहाँ दो ही लेता हूँ आपको ध्यान होगा की एकसमान दीप्त की स्थिति जहाँ है उससे 180डिग्री के घूर्णन पर फिर एकसमान दीप्त का दूसरा पाढ़यांक मिलेगा सामान्यतः हमें 4 एकसमान दीप्त स्थिति मिलती है जिनमें से 2 की तीव्रता काफी कम होती है जबकि 2 की तीव्रता ज्यादा होती है लेकिन हमारे प्रयोग में इस स्थिति को अन्तर करना काफी कठीन होता है अतः हम 2 ही पाढ्यांक लेंगे 180 डिग्री के अन्तर पर आप इन पाढ़्यांकों को लिख लें प्रेक्षण 123 पहले एकसमान दीप्त के लिए फिर दूसरे और इत्यादि इन पाढ्यांकों के माध्य मान है R0 और R0 इसके बाद भिन्न सान्द्रता के लिए प्रयोग करें प्रत्येक सान्द्रता के लिए एकसमान दीप्त की दोनों स्थितियों की 2 3 प्रेक्षण लेंगे और माध्य मान निकाल लेंगे और इन्हे R और R कहेंगे जैसा हमने R0 और R0 कहा था अब घूर्णन कोण थीटा बराबर होगा R ऋण R0 और दूसरे स्थिति में R R0 और ये एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर में होंगे सभी मान लगभग समान ही आएँगे तो इनके माध्य मान से किसी एक सान्द्रता के लिए घूर्णन कोण प्राप्त होगा इसके बाद यही प्रक्रिया दूसरी सान्द्रता के लिए दोहराएँगे यदि हमे 4 5 सान्द्रता के लिए थीटा का मान प्राप्त हो जाए तो छठा अज्ञात सान्द्रता के लिए कर सकते है थीटा से C का मान ज्ञात कर लेंगे अब ग्राफ़ से विशिष्ट घूर्णन और अज्ञात सान्द्रता प्राप्त करने के लिए सारिणी से सान्द्रता और उसके लिए आए थीटा के माप के बीच एक ग्राफ़ खिचेंगे और उसका ढाल निकालेंगे और इस ढाल से विशिष्ट घूर्णन की गणना करेंगे तथा इसके मान से अज्ञात सान्द्रता की भी गणना कर सकेंगे अर्थात थीटा के प्रायोगिक मान से अज्ञात विलयन की सान्द्रता ज्ञात कर सकेंगे अब आपको त्रुटि की गणना करनी है इसके लिए सूत्र होगा S बराबर 10 थीटा बटे lC तो डेल S बराबर 2 डेल थीटा बटे थीटा धन 2 डेल l बटे l धन 2 डेल m बटे m धन डेल V बटे V यहाँ C का मान m बटे V रखने से यह सूत्र आया इसलिए द्रव्यमान एवं आयतन माप कर इस्तेमाल करेंगे त्रुटि की गणना में ध्यान रहे की आप किन राशियों को माप रहे हैं उसके अनुसार ही 2 से गुना करना होगा जैसा की हमने यहाँ किया क्योंकि हम दो पाढ़्यांकों के अन्तर से माप ले रहे हैं अब मैं आपको प्रयोग का प्रदर्शन करूँगा देखें स्लाइड समय 3618 तो यहाँ देखें ये है ध्रुवणमापी का प्रायोगिक सेट अप जैसा मेने बातया था ये रहा ध्रुवणमापी फिर ये है समांतरित्र ये दूरदर्शी और बीच में है ध्रुवक और अर्ध आवरण पट्टिका ये अंदर है जिसे आप देख नहीं सकते और ये है ट्यूब जिसमे हम विलयन रखते हैं अभी इसमे डिस्टिलड जल है इसमें हम विभिन्न सांद्रता के विलयन भर सकते हैं उसके बाद ये है विश्लेषक और उसके बाद है दूरदर्शी दूरदर्शी से जो भी दिखेगा उसे हम मोबाइल कैमरा के जरिये आपको दिखाऍंगे आप यहाँ जो इमेज देख रहे हैं वो अर्ध आवरण से आने वाले प्रकाश का है अब यहाँ एक स्केल है ये सर्कुलर स्केल है और इसमें एक वर्नियर भी है मैं देख सकता हूँ इसका पाढ्यांक मुझे लगता है ये 10 10वे खाने में हैं और 1 डिग्री हाँ यही है ये कुल 360 डिग्री है तो 10 डिग्री और 1 डिग्री के बराबर हैं फिर सर्कुलर पैमाने पर 0 से 60 तक खाने हैं अब मैं देखता हूँ की कौन सा खाना यहाँ है मुझे लगता है ये 10 है यहाँ वर्नियर नियतांक निकालना जरूरी होगा ठीक है तो वर्नियर नियतांक है 1डिग्री बटे 10 क्योंकि वर्नियर में कुल 10 खाने तो यह हुआ 01 डिग्री इस ध्रुवणमापी में यह विश्लेषक जुड़ा हुआ है जिसपर पैमाने खींचे हुए हैं ये वर्नियर है तो जब मैं विश्लेषक को घूमता हूँ तो यह वर्नियर पैमाना भी घूमता है और उसके पाढ्यांक भी बदलेंगे आप यहाँ आप कैमरा के स्क्रीन में जो स्पॉट देख रहे हैं मैं जब विश्लेषक को घूमता हूँ यहाँ अर्ध आवरण के द्वारा ही देख रहे हैं इसे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ अब इस अर्ध आवरण के लिए जैसा मैने कहा मैं दिखाता हूँ की हम प्रेक्षण कैसे लें शुरुआत में यहाँ पाढ्यांक शून्य है अब मैं इसे घूमता हूँ इस दिशा में आप इनको गिनें देखें की क्या मिला मुझे इस स्थिति में मुझे आधा दीप्त और आधा अदीप्त है अर्थात विद्युत घटक निश्चित ही प्राकाशीय अक्ष के समानांतर होगी और दूसरे हिस्से काँच से गुजरने वाली किरण आपस में 90 डिग्री के कोण पर होंगी ये मुझे लगभग 27डिग्री पर मिल रहा है मैं इस तरह घूमाता रहूँगा और आप देखेंगे कि फिर से मुझे दोनों हिस्सों में एकसमान दीप्त की स्थिति मिल जाएगी ये कोण करीब 60 पर दिख रहा है अब मै और आगे जाता हूँ आप देखिए मुझे फिर वह स्थिति मिलेगी जिसमे आधा दीप्त और आधा अदीप्त है ये दूसरी स्थिति है जहाँ एक हिस्से में विद्युत घटक प्रकाशीय अक्ष के समानांतर और दूसरे हिस्से में लम्बवत है तो मैं घूमाना जारी रखता हूँ मुझे फिर एकसमान दीप्त वाली स्थिति मिलेगी हां जी ये रहा इसका पाढ्यांक मैं ले सकता हूँ मैं यह प्रक्रिया जारी रखता हूँ मुझे फिर से दीप्त अदीप्त की स्थिति मिलनी चाहिए जी ये रहा ओह कहाँ गया अच्छा लगता है ये है अर्ध दीप्त अदीप्त की स्थिति तो ये था तीसरी बार अब मुझे एकसमान वाली मिलनी चाहिए हाँ ये रहा तीसरी बार ओह ये हिल गया अब ठीक है मैं जारी रखता हूँ तो मुझे फिर एक बार अर्ध दीप्त -अर्ध अदीप्त की स्थिति मिलेगी ये रहा नहीं ये सही नहीं थोड़ा और हाँ ये रहा कुछ गड़बड़ हो गयी है लगता है मैं शुरू की स्थिति '0' में आ गया हूँ मैं एक बार फिर जल्दी से इसे घुमा कर दीप्त अदीप्त की चौथी स्थिति में लाता हूँ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ चौथी बार एकसमान दीप्त की स्थिति नहीं अर्ध दीप्त और अर्ध अदीप्त की स्थिति वो यहाँ आना चाहिए हाँ अभी ये रहा 330 डिग्री पर ये है एकसमान दीप्त यदि मैं और घूमाता हूँ आप उस स्थिति को देख सकते हैं जहाँ अर्ध दीप्त और अर्ध अदीप्त हाँ ये यहाँ काफी साफ दिख रहा है फिर मुझे एकसमान दीप्त मिल रहा है यदि मै यह जारी रखूँ मुझे फिर अर्ध दीप्त और अर्ध अदीप्त वाली स्थिति मिलती है फिर एकसमान दीप्त फिर कांट्रास्ट अर्ध दीप्त और अर्ध अदीप्त तो इस पूर्ण घूर्णन में मुझे 4 बार अकसमान दीप्त और 4 स्थितियों में ठीक अर्ध अदीप्त -अर्ध दीप्त मिलता है ये लौरेंट के अर्ध आवरण युक्ति को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है तो अब में इस कैमरा को यहाँ से हटा देता हूँ ठीक और मैं आपको इस प्रयोग को सिर्फ समझाता हूँ पहले हमे क्या करना है ट्यूब की लम्बाई मापनी है मुझे लगता है ये कोई मुश्किल नहीं सिर्फ इन दो सिरों के बीच की दूरी माप लेंगे यदि यहा 0 है तो इधर मुझे 18 मिल रहा है मगर पानी सिर्फ यहाँ तक ही है हाँ तो मुझे लगता है पानी भरने से पहले हमे इसे खोल के देख लेना होगा हाँ ये ठीक है या फिर ट्यूब पर लिखा होगा समान्यतः यह 20 cm का होता है तो या फिर आप माप लें या ये जो दिया है वो लिख लें लम्बाई को इस तरह मापना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है क्योकि इसमे भरे द्रव की लम्बाई लेनी होगी जो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए ठीक 20cm ये पक्का कर लें तो ये 20cm है तो या तो आप माप लेंगे या आपको यह सप्लायर के द्वारा दिया जाएगा ठीक वैसा ही ये दूसरा ट्यूब है जिसमे हम 20 शर्करा विलयन भरेंगे फिर जैसा मैने बताया उन 4 स्थितियों के लिए इस पहले ट्यूब से प्रेक्षण लेंगे पहले आप पानी के लिए प्रेक्षण लेंगे एकसमान दीप्त स्थितयों के लिए मुझे लगता है ये स्थिति है हाँ ये है ओहह नहीं मुझे इस थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा लगता है इसे थोड़ा नीचे करना होगा ट्यूब का अक्ष ठीक सीधी होनी चाहिए यहाँ से मुझे दिख रहा है मगर घूर्णन कर के 4 एकसमानदीप्त की स्थिति कोण पर माप लेनी है मैं पहली दीप्त की स्थिति नोट कर लेता हूँ फिर ठीक 180डिग्री घुमा कर दूसरा पाढ्यांक ले लेंगे ये R0 होगा ठीक और दूसरे दीप्त की स्थिति R0' तो इस तरह पानी वाले ट्यूब के लिए ये प्रेक्षण नोट कर लेंगे ये मुश्किल नहीं होगा तो इसे सारिणि में इस तरह लिखेंगे और फिर इस ट्यूब से पानी निकाल कर इसमे तैयार विलयन भरकर मुझे यही करना होगा सामन्यतः इसमे आप को एक पैमाना घन cm का दिखेगा ये 100cc और अब 20 ग्राम शर्करा इस 100cc पानी में डालेंगे या 10ग्राम शक्कर डालेंगे 50cc में ताकि 20 विलयन तैयार करने के लिए तो इस ट्यूब में विलयन है मुझे लगता है तो इसे यहाँ रखे और एकसमान दीप्त की स्थिति निकाले ओह ये तो पहले वाली ही स्थिति है लगता है हमने गलत ट्यूब डाल दी कोई बात नहीं इसे बदल लेते हैं हाँ तो यदि इसे यहाँ रखेँ और एकसमान दीप्त की स्थिति लें इसे फ़ाइनल करें और इसका पाढ्यांक ले लें फिर 180 के कोण से घुमा दें और अब दूसरे एकसमान दीप्त की स्थिति लें इसे कई बार दोहरा लें घुमा कर 2 3 पाठ्यांक लें और उसका माध्य निकालें अब आप इस विलयन के स्थान पर दूसरी ज्ञात सांद्रता का विलयन लें जो हमने तैयार किया था याद रखें की यह 20 विलयन है फिर गणना अनुसार इसमे डिस्टिल जल मिलाये आप इस विलयन का मान लीजिए 100ml या 50ml लें और गणना कीजिये की 15 के लिए कितना पानी मिलना होगा इसका विलयन बना लें और इसे इस ध्रुवणमापी में रखें और सारे प्रेक्षण दोहराएँ आप इस प्रयोग को 5 ज्ञात सांद्रता के लिए दोहरा लें और फिर छठे अज्ञात विलयन के लिए इसी तरह प्रेक्षण लें यहाँ पाढ्यांक लेना आसान है महत्वपूर्ण है एकसामान दीप्त को पहचानना जैसा की मैने लौरेंट अर्ध आवरण युक्ति के लिए आपको कर के दिखाया था कि कैसे एकसमान दीप्त और फिर अर्ध दीप्त -अर्ध अदीप्त मिलता है ये हमें एक घूर्णन में 4 बार प्राप्त होता है बस दीप्त अदीप्त कि स्थिति दाएँ से बाएँ परीवर्तित हो जाती है ये क्यो मिल रहा है इसे हम सैधांतिक रूप से समझा सकते हैं मैने आपको प्रदर्शित भी किया है यही इसका मुख्य भाग है इसके अलावा सारे आसान हैं चाहे वो विलयन तैयार करना हो अधिक सांद्रता से कम वाले जैसा मैने उल्लेख किया मुझे लगता है ये एक सरल किन्तु काफी अच्छा प्रयोग है विशिष्ट घूर्णन मापने और विलयन कि अज्ञात सांद्रता ज्ञात करने का मुझे लगता है इतना काफी है धन्यवाद